पावर एंड एनर्जी इन अ वोल्टेज सोर्स हमने एक विद्युत तत्व में शक्ति और ऊर्जा को परिभाषित किया है और उस शक्ति और ऊर्जा और रेसिस्टर संधारित्र और प्रेरित्र जैसे तत्वों को भी देखा और पाया कि ये सभी निष्क्रिय हैं अब हम स्वतंत्र स्रोतों जैसे वोल्टेज स्रोत और करंट स्रोत में शक्ति और ऊर्जा को देखेंगे और देखेंगे कि वे सक्रिय हो सकते हैं तो यह वोल्टेज स्रोत है जो किसी दिए गए वोल्टेज V V0 को बनाए रखता है भले ही इसके माध्यम से प्रवाहित हो और हमेशा की तरह मैं वोल्टेज और करंट परिभाषाओं के लिए निष्क्रिय संकेत सम्मेलन का उपयोग करता हूं अब निश्चित रूप से किसी भी अन्य तत्व की तरह शक्ति V और I का उत्पाद है यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह वोल्टेज स्रोत तक पहुंचाने वाली शक्ति है या दूसरे शब्दों में वोल्टेज स्रोत द्वारा अवशोषित यह अवशोषित शक्ति है वोल्टेज स्रोत द्वारा और अवशोषित की ऊर्जा सिर्फ शक्ति का अभिन्न अंग होगी इसके बारे में कुछ खास नहीं यदि आप दिए गए अंतराल में देखी गई ऊर्जा को खोजना चाहते हैं तो आप उस अंतराल पर शक्ति को एकीकृत करते हैं अब मैं एक वोल्टेज स्रोत की I V विशेषताओं को आकर्षित करता हूं मैं मान लूंगा कि यह V0 धनात्मक है हम पहले की चर्चा से जानते हैं कि V V0 पर लंबवत रेखा की विशेषता है इसलिए करंट की परवाह किए बिना वोल्टेज V0 है अब यदि आप पहले चतुर्थांश को देखते हैं तो वी सकारात्मक है और I सकारात्मक है और वोल्टेज स्रोत वास्तव में है शक्ति का निरीक्षण करता है क्योंकि उत्पाद VI 0 और यदि आप चौथे चतुर्थांश को देखते हैं तो V निश्चित रूप से 0 है लेकिन I 0 से छोटा है जो कि इस दिशा में परिभाषित किया गया है नकारात्मक है जिसका अर्थ है कि करंट सकारात्मक टर्मिनल से प्रवाहित होगा अगर यह चौथे चतुर्थांश में काम कर रहा है और इस स्थिति में यह शक्ति प्रदान करता है तो वोल्टेज स्रोत या तो शक्ति को अवशोषित कर सकता है या शक्ति प्रदान कर सकता है क्योंकि वोल्टेज स्रोत की शक्ति देने की संभावना है यह एक सक्रिय तत्व है जिसका अर्थ है कि यह निष्क्रिय नहीं है तो वोल्टेज स्रोत का निरीक्षण शक्ति की व्यवस्था की जा सकती है लेकिन यह भी व्यवस्था की जा सकती है कि बिजली वितरित करनी चाहिए इसलिए यह निष्क्रिय नहीं है जब यह चौथे चतुर्थांश में काम कर रहा है यह कुछ उदाहरणों को देखकर स्पष्ट हो जाएगा मुझे 1 किलो के मान के रेसिस्टर से जुड़े मान 5 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत पर विचार करने दें अब हम इसे सावधानी से करेंगे हम इसे हमेशा औपचारिक रूप से नहीं करते हैं लेकिन आपको करंट और वोल्टेज की उन दिशाओं के बारे में बहुत सावधान रहना होगा जिन्हें आप मानते हैं तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं वोल्टेज स्रोत V1 में वोल्टेज को परिभाषित करूंगा और मैं V1 के लिए सही निष्क्रिय साइन कन्वेंशन का उपयोग करूंगा और I1 को इस तरह परिभाषित करूंगा तो V1 वोल्टेज स्रोत में वोल्टेज है I1 वोल्टेज स्रोत के माध्यम से करंट है और यह स्पष्ट है कि मैंने इसके लिए निष्क्रिय संकेत सम्मेलन चुना है मैं रेसिस्टर के लिए भी ऐसा ही करूँगा मान लीजिए कि मैं इस वोल्टेज को VR कहता हूं और VR की इस ध्रुवीयता को देखते हुए मुझे IR की दिशा चुननी है ताकि यह रेसिस्टर के लिए निष्क्रिय संकेत सम्मेलन का पालन करे तो V1 और I1 को वोल्टेज स्रोत पर लागू निष्क्रिय संकेत सम्मेलन के साथ परिभाषित किया गया है और इसी तरह VR और IR को एक ही चीज़ के साथ परिभाषित किया गया है जो रेसिस्टर पर लागू होता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि हम हमेशा औपचारिक रूप से ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी यह पहचान लेंगे कि VR V1 और IR से I1 होगा और आप यह भी देखेंगे कि रेसिस्टर में वोल्टेज 5 वोल्ट के रूप में और करंट द्वारा का नियम होगा IR 5 वोल्ट है जो 1 किलो से विभाजित 5 मिली एम्पीयर है तो अगर यह सिर्फ सर्किट विश्लेषण समस्या के लिए आप परिभाषित नहीं करेंगे तो कई चर लेकिन मैं यहाँ अवक्षेपित और उत्पन्न शक्ति के बारे में एक बिंदु बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए हम शुरुआत में औपचारिक रूप से आगे बढ़ेंगे तो अब रेसिस्टर द्वारा अवशोषित शक्ति क्या है यह VR IR है जो 5 मिली एम्प्स × 5 वोल्ट है जो कि पच्चीस मिली वाट है तो मैं इसे यहाँ भी लिखता हूँ V R जो V1 है 5 वोल्ट है और IR 5 मिली amps है और वह भी to I1 है और वोल्टेज स्रोत द्वारा अवशोषित शक्ति V1 I1 है 25 मिली वाट तो इसका मतलब है कि वोल्टेज स्रोत द्वारा अवशोषित शक्ति नकारात्मक है दूसरे शब्दों में यह निश्चित रूप से शक्ति प्रदान कर रहा है मैं यह केवल 1 स्रोत और 1 भार को देखकर कह सकता था और कह सकता था कि वोल्टेज स्रोत शक्ति प्रदान करता है लेकिन जब यह कई तत्वों के लिए आता है और इस तथ्य को देखते हुए कि वोल्टेज स्रोत सभी वितरण शक्ति का निरीक्षण कर सकता है पहले गणना के साथ आगे बढ़ें और वोल्टेज को सही ढंग से परिभाषित करें और उसके बाद आप इसे और अधिक आसानी से कर पाएंगे तो दूसरे शब्दों में वोल्टेज स्रोत 25 मिली वाट वितरित करता है जो रेसिस्टर में जाता है अब सामान्य तौर पर यदि आपके पास एक एकल वोल्टेज स्रोत है जो रेसिस्टर के साथ सर्किट पर लागू होता है जो निष्क्रिय होते हैं तो वह वोल्टेज स्रोत शक्ति प्रदान करेगा अगर मेरे पास एकल वोल्टेज स्रोत है और इसमें केवल रेसिस्टर होते हैं मान लीजिए कि यह सर्किट में शक्ति का एकमात्र स्रोत है और यह दूसरी ओर शक्ति प्रदान करेगा यदि आपके पास कई स्वतंत्र स्रोत हैं तो इस चित्र के अनुरूप होने के लिए मैं बीच में केवल रेसिस्टर से युक्त एक सर्किट दिखाऊंगा और मैं दूसरी तरफ एक और स्रोत दिखाएगा तो मान लीजिए कि यह V1 है और यह V2 है और हम और भी कह सकते हैं कि मेरे पास V3 है और इसी तरह हमारे पास करंट स्रोत भी हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए मैं वोल्टेज स्रोतों पर विचार करूंगा अब हमारे पास कई स्रोत हैं ये स्रोत एक साथ सर्किट को शक्ति प्रदान करेंगे लेकिन उनमें से प्रत्येक 1 शक्ति का अवलोकन या वितरण कर सकता है तो यह संभव है कि V1 शक्ति प्रदान कर रहा हो और V2 और V2 दोनों शक्ति का अवलोकन कर रहे हों तो कुछ स्रोत शक्ति का अवलोकन कर रहे होंगे इसलिए यह संभव है इसलिए हम पिछले उदाहरण के इस बहुत ही सरल विस्तार का उदाहरण लेंगे तो मुझे इस तरह की ध्रुवीयता के साथ एक 8 वोल्ट स्रोत और तीन वोल्ट स्रोत पर विचार करने दें और फिर से 1 किलो रेसिस्टर इससे जुड़े अब मैं फिर से औपचारिक रूप से आगे बढ़ूंगा मैं कॉल करूंगा V1 और पैसिव साइन कन्वेंशन के लिए मुझे I1 को इस टर्मिनल में ले जाना होगा जिस तरह से V1 इस वोल्टेज स्रोत में वोल्टेज है यह I1 है अब मैं विचार करूंगा तीन वोल्ट स्रोत और मैं पहले चर को किसी भी तरह से परिभाषित कर सकता हूं इसलिए जानबूझकर मैं इस तरह V2 को परिभाषित करूंगा ध्यान दें कि V2 वोल्टेज स्रोत वोल्टेज के विपरीत ध्रुवीयता में विपरीत है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं V2 चुनता हूं मुझे निष्क्रिय साइन सम्मेलन के लिए इस तरह I2 पर विचार करना होगा इसी तरह मैं VR और IR पर विचार करूंगा इसलिए V1 I1 V2 I2 VR IR उनमें से प्रत्येक को 2 वोल्टेज स्रोतों के लिए चुना गया है और अब निष्क्रिय संकेत सम्मेलन के साथ रेसिस्टर और संगति है इस सर्किट का विश्लेषण वास्तविक है और आप में से कई इसे अपने सिर में सेकंड के हिस्से में कर सकते हैं इस संयोजन में वोल्टेज इस संयोजन में वोल्टेज स्रोतों का श्रृंखला संयोजन 5 वोल्ट है और इसलिए हमारे पास 5 मिलीएम्प रेसिस्टर पर जा रहा है तो अब हम इनमें से प्रत्येक करंट और वोल्टेज की गणना करेंगे तो सबसे पहले V1 8 वोल्ट क्योंकि यह वोल्टेज स्रोत के वोल्टेज के समान है और I1 को इस तरह से परिभाषित किया गया है लेकिन सर्किट में 5 मिली amp करंट उसी तरह दक्षिणावर्त दिशा में बह रहा है तो I1 है 5 मिली एम्पीयर और उनका उत्पाद V1 I1 8 होल्ड वोल्टेज स्रोत द्वारा अवशोषित शक्ति है चालीस मिली वाट और इसी तरह दूसरे वोल्टेज स्रोत V 2 के लिए इस तरह परिभाषित किया गया है तीन वोल्ट क्योंकि मैंने लिया है V2 इस 1 के विपरीत ध्रुवीयता में हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि V2 ऐसा होता है तीन फिर I2 जो कि करंट में बहने वाले शब्द इस तरह से भी है 5 मिली एम्पीयर तो P2 है P × 5 जो 15 मिली वाट है यह फिर से तीन वोल्ट स्रोत में अवशोषित शक्ति है और अंत में रेसिस्टर वोल्टेज VR 5 वोल्ट है और करंट IR 5 मिली एम्पीयर है तो पावर PR 25 मिल वाट है तो इसका मतलब है कि यह वोल्टेज स्रोत और निश्चित रूप से रेसिस्टर शक्ति को अवशोषित कर रहे हैं कि रेसिस्टर हमेशा शक्ति को अवशोषित करता है लेकिन वोल्टेज स्रोत इस विशेष मामले में बिजली का निरीक्षण या वितरण कर सकता है 3 वोल्ट स्रोत शक्ति को अवशोषित कर रहा है जहां के रूप में 8 वोल्ट का स्रोत बिजली पहुंचा रहा है तो यह दिखाने के लिए एक उदाहरण है कि और स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत भी शक्ति को अवशोषित कर सकता है तो यह सर्किट के ऑपरेटिंग बिंदु पर निर्भर करता है एक और बात मैं उल्लेख करना चाहता हूं जिसके बारे में हम बाद में विस्तार से बताएंगे यदि आप पावर एब्जॉर्ब के योग को देखते हैं तो सर्किट में प्रत्येक तत्व P1 P2 PR 0 या यह एक समान बिंदु नहीं है सर्किट की संपत्ति और यह किरचॉफ के करंट कानून किरचॉफ के वोल्टेज कानून से 1 साबित हो सकता है इसलिए यदि आप सर्किट के प्रत्येक तत्व को लेते हैं और उनके द्वारा अवशोषित शक्ति की गणना करते हैं जो कि V और I के उत्पाद हैं तो निष्क्रिय साइन कन्वेंशन के अनुसार उन सभी शक्तियों का योग 0 होगा वे कुछ स्रोत होंगे शक्ति प्रदान करने वाले वे कुछ अन्य तत्व शक्ति को अवशोषित करेंगे लेकिन नेट 0 होगा तो सारांश यह है कि वोल्टेज स्रोत या तो शक्ति को अवशोषित या वितरित कर सकता है और यदि यह चौथे चतुर्थांश या दूसरे चतुर्थांश में काम कर रहा है तो यह शक्ति प्रदान करेगा जो तीसरे चतुर्थांश के पहले में काम कर रहा है यह शक्ति को अवशोषित करेगा एक रेसिस्टर जिसकी विशेषताएँ हमेशा केवल पहले और तीसरे चतुर्थांश में होती हैं वह हमेशा शक्ति का अवलोकन करता रहेगा निश्चित रूप से मैं सकारात्मक रेसिस्टर पर विचार कर रहा हूँ जब आपके पास कई स्रोत होंगे तो वे कम से कम 1 स्रोत शक्ति प्रदान करेंगे और दूसरा या तो अवशोषित या शक्ति प्रदान कर सकता है यदि आपके पास एकल स्रोत के लिए एक सर्किट है जो स्रोत है तो शक्ति प्रदान करेगा